नमस्कार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स II के व्याख्यानों में आपका स्वागत है और यह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स I का सीक्वल कोर्स है तो यह वेक्टर कैलकुलस पर मॉड्यूल नंबर 1 है और हम व्याख्यान 1 में वेक्टर फंक्शन के माध्यम से जाएंगे तो हम इस व्याख्यान में वेक्टर फ़ंक्शन क्या है और उनकी सीमा निरंतरता और अवकलन कवर करेंगे हम एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे तो ये स्केलर फंक्शन वे फ़ंक्शन हैं जो हमने पिछले पाठ्यक्रम में कैलकुलस में सीखे हैं तो एक वेरिएबल के ये वेक्टर फंक्शन क्या है तो ये फंक्शन है जो एक वेक्टर के लिए एक वास्तविक संख्या को मैप करते हैं तो हम यहां वेक्टर द्वारा इस फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं वेक्टर द्वारा दिया गया है और t a से b तक भिन्न होगा इसलिए यदि t के किसी दिए गए मान के लिए यह वेक्टर एक बिंदु के स्थिति वेक्टर को परिभाषित करेगा और जैसा कि हम बदलते हैं t एक और बिंदु होगा और ये सभी इन बिंदुओं का संग्रह स्पेस में एक वक्र बनाएगा तो एकल वेरिएबल के इस वेक्टर फंक्शन को परिभाषित करने के लिए यहाँ एकल वेरिएबल t है तो यह इनपुट t a से b तक भिन्न होगा और आउटपुट वो वेक्टर जिनका कॉम्पोनेन्ट उदाहरण के लिए x y z होगा तो यह 3 आयामों का मामला है लेकिन 2 आयामों के मामले में हम इस के बराबर हो सकते हैं यहाँ कोई तीसरा कॉम्पोनेन्ट नहीं है तो यह 2D प्लेन की स्थिति है तो एक वेरिएबल के वेक्टर फंक्शन के यह उदाहरण हैं तो उदाहरण के लिए एक सीधी रेखा का समीकरण जो बिंदु A के माध्यम से गुजरता है जिसकी स्थिति वेक्टर a द्वारा दी गई है और यह रेखा वेक्टर u के समानांतर है तो हमारे पास एक बिंदु A है जिसकी वेक्टर की स्थिति इस लाल वेक्टर a द्वारा दी गई है और फिर एक और वेक्टर दिया गया है जो u है तो हम एक रेखा चाहते हैं जो u के समानांतर है और बिंदु A से गुजरती है हम इस लाइन के समीकरण को खोजने में रुचि रखते हैं तो आइए हम यहां एक सामान्य बिंदु P पर विचार करें जिसकी स्थिति वेक्टर r द्वारा दी गई है चूंकि इस रेखा की दिशा u है इसलिए इस लाइन के इस सेगमेंट AP को वेक्टर u स्केलर गुणा द्वारा वर्णित किया जा सकता है ताकि इस वेक्टर की मात्रा को इस लंबाई AP में फिट करने के लिए समायोजित किया जा सके तो यह वेक्टर AP है जिसे T द्वारा वर्णित किया जा सकता है और यह एक वास्तविक संख्या और यह वेक्टर u है तो फिर हमारे पास वेक्टर जोड़ से यह समीकरण है अर्थात् 𝑎⃗𝑡𝑢 हमें यह r के वेक्टर की स्थिति देगा तो यह वेक्टर इस लाइन पर समीकरण या स्थिति वेक्टर का वर्णन कर सकता है और इसके द्वारा दिया गया एक सामान्य बिंदु a t u जहां t वास्तविक संख्याओं के सेट से भिन्न हो सकता है एक और उदाहरण जहां हम एक वेरिएबल के फंक्शन को देख सकते हैं उदाहरण 3 cos t i 2 sin t j पर विचार करें तो यहां 2 घटक हैं 3 cos t और 2 sin t यदि आप इस वक्र को 2 आयामी प्लेन में खींचते हैं तो यह मूल रूप से यहां दीर्घवृत्त होगा क्योंकि यह x घटक 3 cos t है यहां y घटक 2 sin t है तो उदाहरण के लिए t 0 पर हमारे पास 3 है और यह 0 है तो 30 बिंदु है जो पहले से ही यहां दिया गया है और फिर यदि t है तो यह शून्य हो जाएगा और यह 2 होगा तो हम इस बिंदु से इस दिशा में बढ़ रहे हैं और यह वक्र का अभिविन्यास है तो इस वेक्टर सेटिंग में हमें न केवल एक वक्र मिल रहा है बल्कि इसका अभिविन्यास भी मिल रहा है यह वक्र घड़ी की दिशा में बढ़ रहा हैं और इसलिए यह t की दिशा में बढ़ते हुए लग रहा है 3 आयामों के लिए एक और उदाहरण है तो यह यहां हेलिक्स होगा ये 2 आयाम 2 cos t i 2 sin t j में सर्कल का समीकरण हैं लेकिन हमारे पास तीसरा घटक भी है जो इस वक्र को Z की दिशा में उठाएगा तो यहां हमारे पास एक हेलिक्स है खैर हम कॉन्टिनुइटी और डिफ्रेंटिएबिलिटी पर बाद में आएंगे तो सबसे पहले ऐसे फ़ंक्शन की लिमिट्स और कॉन्टिनुइटी पर बात करते हैं लिमिट्स के लिए हम इसके प्रत्येक घटक की लिमिट की गणना कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए यहाँ t a के पास जा रहा है हम इन स्केलर फंक्शन या इस फ़ंक्शन की सीमा की गणना करके लिमिट्स की गणना कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह लिमिट मौजूद है बशर्ते इसके लिए यह सभी सीमाएं मौजूद हों अब कॉन्टिनुइटी के बारे में एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन यह t a पर कन्टीन्यूस है अगर और केवल तभी अगर इसके प्रत्येक घटक फ़ंक्शन के प्रत्येक पर कन्टीन्यूस हों तो यहाँ यदि और ये कन्टीन्यूस हैं तो दिए गए वेक्टर फंक्शन भी कन्टीन्यूसहोंगे तो उदाहरण के लिए यदि आप इस फ़ंक्शन की कॉन्टिनुइटी पर चर्चा करना चाहते हैं जो t i j k द्वारा वर्णित है तो हम यहां क्या देखते हैं कि इसके प्रत्येक घटक चाहे वह t 1 हो या 2 t 2 वे t के सभी वैल्यू के लिए कन्टीन्यूस हैं तो इसमें यह सारे फंक्शन R में t की वैल्यू के लिए कन्टीन्यूस होंगे यदि आप इस फ़ंक्शन की कॉन्टिनुइटी पर चर्चा करना चाहते हैं जो कि द्वारा दिया गया है तो इसमें दूसरा घटक t है और तीसरा है इस मामले में हमारे पास थोड़ी अलग स्थिति है क्योंकि यह लॉगरिदमिक फंक्शन केवल t के सकारात्मक वैल्यू के लिए परिभाषित किया जाता है और इस घटक में एक और समस्या है जो t पर परिभाषित नहीं है इसलिए t पर कॉन्टिनुइटी 2 के बराबर है और t के नकारात्मक मानों के लिए भी इसमें चर्चा नहीं कर सकते हैं डिफ्रेंटिएबिलिटी पर वापस आते है वेक्टर कैलकुलस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा हैं तो डिफ्रेंटिएबिलिटी फंक्शन को डिफ्रेंटिएबले कहा जाता है स्केलर फंक्शन के लिए परिभाषा इसके समांतर है यदि यह मौजूद है तो हम इस फ़ंक्शन को डिफ्रेंटिएबले कहते है तो सीमा मूल्यांकन के समान वेक्टर वैल्यू वाले फंक्शन का डिफ्रेंटिएशन भी घटक के अनुसार किया जा सकता है इसका मतलब है हमारे पास इस वेक्टर फंक्शन का डेरीवेटिव हैं इस x घटक के डेरिवेटिव के रूप में प्लस y घटक के डेरिवेटिव और z घटक के डेरिवेटिव के रूप में जो हो सकता है जियोमेट्रिक व्याख्या पर वापस आते हुए हमारे पास एक वक्र है जिसे वेक्टर फंक्शन द्वारा वर्णित किया गया है तो यह t पर एक बिंदु की स्थिति है और फिर यह वेक्टर स्थिति है जो पर हैं तो यहां यह वेक्टर 2 वेक्टरों का अंतर होगा इसका मतलब है कि वेक्टर का मूल्यांकन पर और माइनस किया गया है इसलिए यदि हम इस अंतर को से विभाजित करते हैं तो दिशा नहीं बदलेगी केवल मगनीटुडे बदल जाएगा क्योंकि एक स्केलर मात्रा है इसलिए हम यहां से विभाजित कर सकते हैं और फिर हम देख रहे हैं कि क्या होगा जब यह 0 को एप्रोच करेगा तो स्वाभाविक रूप से यह रेखा इस बिंदु पर पहुंच जाएगी और यह यहां इस बिंदु पर एक टाँगेँट बन जाएगी जिसे इस द्वारा वर्णित किया गया था तो यहां यह डेरिवेटिव हमें टाँगेँट देता है टाँगेँट का समीकरण हमें भी मिल सकता है लेकिन यह वह टाँगेँट वेक्टर है जिसे हमने यहां दर्शाया है और इस टाँगेँट वेक्टर की दिशा फिर से t के बढ़ते मानों की दिशा में होगी क्योंकि यह था और यह था इसलिए जब हमारे पास यहां में वृद्धि होती है तो हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और दिशा बिल्कुल इसी से दी जाती है लेकिन जब 0 को एप्रोच करेगा तो यह टाँगेँट वेक्टर बन जाएगा तो इस डेरिवेटिव की मदद से हम आसानी से यूनिट टाँगेँट वेक्टर क्या है प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस वेक्टर के इस मगनीटुडे से विभाजित कर सकते हैं बिंदु P पर एक वक्र की यूनिट टाँगेँटवेक्टर प्राप्त करने हेतु तो एक अच्छा अनुप्रयोग जिसे हम पहले से ही जानते हैं यह है कि एक वक्र की अर्क लंबाई को कैसे खोजा जाए तो इस सेटिंग में हम देखेंगे कि यह सूत्र कैसा दिखता है तो इस वक्र को वेक्टर फंक्शन द्वारा दिया जाए जहां हमारे पास 3 घटक हैं xy और z यह t फिर से a से b तक भिन्न होता है तो अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस से याद करते हैं तो संबंधित वक्र का पैरामीट्रिक समीकरण x xके बराबर है y y के बराबर है और z z के बराबर है और इस वक्र की लंबाई की गणना के लिए सूत्र इस फार्मूला द्वारा दिया गया था अब इस सेटिंग में हमें यहां क्या ध्यान देना चाहिए कि यदि यह वक्र r इस समीकरण द्वारा दिया जाता है तो इसकी मात्रा का मूल्यांकन किया जा सकता है और यह सटीक रूप से इस सूत्र का इंटीग्रैंट है जिसका उपयोग एक वक्र की आर्क लंबाई की गणना के लिए किया जाता है तो वेक्टर सेटिंग में हम इस सूत्र को इस सूत्र से बदल सकते हैं और हम a से b तक एकीकृत कर सकते हैं इसका परिमाण जो टाँगेँट वेक्टर की लंबाई है क्योंकि टाँगेँट वेक्टर r है और इसका परिमाण टाँगेँट वेक्टर की लंबाई होगी तो अगर हम दिए गए डोमेन पर टाँगेँट की इस लंबाई को एकीकृत करते हैं तो हम एक वक्र की आर्क लंबाई प्राप्त कर सकते हैं अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि एक बिंदु P पर एक वक्र के टाँगेँट का समीकरण कैसे प्राप्त किया जाए मान लेते हैं की यह एक वक्र है जो इस आर्क द्वारा दिया गया है और फिर हम इस बिंदु P पर इस टाँगेँट रेखा के समीकरण को खोजने में रुचि रखते हैं हम जानते हैं कि टाँगेँट वेक्टर को कैसे प्राप्त करना है लेकिन अब हम इस टाँगेँट रेखा का समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यह यहां वेक्टर है जो इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है और हम एक और सामान्य वेक्टर लेते हैं यह जो हमें सटीक तरीके से टाँगेँट का समीकरण देगा तो हमारे पास का वेक्टर है और यह P की दूरी है जो हमारे पास यह गुना टाँगेँट वेक्टर हो सकता है और हमने यहां लंबाई को से तदनुसार समायोजित करने के लिए गुणा किया है ताकि यह P से इस सामान्य बिंदु तक शामिल हो तो यहां होगा जैसे कि और वेक्टर बिल्कुल यह वेक्टर बन जाए और फिर अगर हम सेटिंग देखते हैं तो यह वेक्टर होगा तो हमें इस टाँगेँट रेखा पर यहां एक बिंदु का यह समीकरण प्राप्त होता है तो के विभिन्न वैल्यू के लिए हम इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो यह टाँगेँट रेखा का समीकरण है उदाहरण के लिए यदि हम यहां फंक्शन लेते हैं तो यह पैराबोला को परिभाषित करेगा क्योंकि यह t है और y घटक है तो यह पैराबोला का समीकरण है तो टाँगेँट वेक्टर हम सिर्फ इस अंतर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे पास यहां 1 है जो इस पहले घटक t का डेरीवेटिव है तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह इस एक्वेशन द्वारा दिए गए पैराबोला के लिए समीकरण है जो वेक्टर r है और फिर 2 पर भी आप टाँगेँट प्राप्त करना चाहते हैं या टाँगेँट का समीकरण हम इस बिंदु पर प्राप्त करना चाहते हैं तो यह इस 2 के लिए स्थिति है और फिर हम से इस बिंदु पर टाँगेँट भी खींच सकते हैं और अब हमें समीकरण पाने के लिए सिर्फ 2 को जोड़ना होगा तो हमने के मूल्यांकन के लिए 2 प्लस किया है जो एक रियल नंबर है जिसका फिर से 2 पर मूल्यांकन किया गया है तो हम सिर्फ 2 पर दिए गए वेक्टर का मूल्यांकन कर सकते हैं जो हमें यहां प्लस देगा और इस प्राइम फिर से 2 पर मूल्यांकन किया जाएगा तो यह टाँगेँट रेखा का समीकरण है अलग अलग वैल्यू लेते हुए हम इस बिंदु 2 पर टाँगेँट रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं अब हम परिभाषित करेंगे कि स्केलर फंक्शन का ग्रेडिएंट है ये स्केलर फंक्शन कैलकुलस में अध्ययन किए गए कई वेरिएबल के फ़ंक्शन हैं तो fx y z को x y z का फंक्शन कहते हैं ताकि इसमें पार्शियल डेरीवेटिव मौजूद रहे उस स्थिति में जिस ग्रेडिएंट को इसके द्वारा दर्शाया जाता है वह एक वेक्टर मात्रा है जिसे इस अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया गया है तो f का ग्रेडिएंट स्केलर फंक्शन का ग्रेडिएंट ith घटक में x के पार्शियल डेरिवेटिव द्वारा दिया जाता है फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव और फिर z एक्सिस की दिशा में f का पार्शियल डेरिवेटिव तो हमारे पास यह फिर से एक वेक्टर फंक्शन है जिसका हमने अभी अध्ययन किया है इसलिए ग्रेडिएंट f एक वेक्टर फंक्शन है और इस या डेल ऑपरेटर की मदद से हम अपनी सुविधा के लिए इसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं तो इस डेल ऑपरेटर को आंशिक के रूप में परिभाषित किया गया है यदि हम इस वेक्टर ऑपरेटर द्वारा इस डेल को परिभाषित करते हैं तो इस f के ग्रेडिएंट को के रूप में लिखा जा सकता है तो यह ग्रेड f इस पर संचालित किया जाएगा तो हम यहां ग्रेड f परिभाषित मिलेगा तो यह ग्रेड f इस की तरह उपयोग करने के लिए भविष्य की गणना में सुविधाजनक होगा अब हम इस पर आएंगे टाँगेँट प्लेन के समीकरण और सामान्य लाइन को एक सतह पर कैसे प्राप्त किया जाए तो मान लीजिए कि सतह S z से दी गई है जो gxy के बराबर है तो हम यहां एक फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं स्केलर फंक्शन fxyz अंतर को ले रहा है इसलिए यह z को दूसरी तरफ ला सकते है तो हमारे पास gxy z है और ध्यान दें कि यहां दी गई सतह z gxyके बराबर है इसे स्तर की सतह के रूप में माना जा सकता है जैसे स्तर की सतह fxyz0 है तो ध्यान दें कि एक fxyz फ़ंक्शन की स्तर सतह fxyz के बराबर है fxyz वहां कुछ स्थिर रखने के बराबर है इसलिए यदि हम इस स्थिर को यहां 0 पर लेते हैं तो हमें सतह का दिया गया समीकरण मिलेगा तो ये स्तर सतहें या स्तर वक्र हम बाद में भी उल्लेख करेंगे उदाहरण के लिए फंक्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये बहुत उपयोगी हैं जिनमें 3 वेरिएबल हैं इसलिए यदि हमारे पास W x y z के एक फंक्शन के बराबर है तो एक प्लेन में प्रतिनिधित्व बहुत मुश्किल होगा तो इन fxyz स्तरों की सतहों की मदद से कुछ स्थिर रखकर इसका मतलब है कि हम अब यहां वैल्यू को तय करने के लिए C को आरेखित कर रहे हैं कांस्टेंट और फिर हम इस वक्र को खींच रहे हैं तो इसे सतह द्वारा दर्शाया जा सकता है जो 3 आयामी स्थान में प्लॉट करना आसान है तो यहाँ दी गई सतह z gxy हम इस fxyz0 रूप में भी लिख सकते हैं अब आगे बढ़ते हुए इसलिए हमारे पास उदाहरण के लिए यह है अगर हम fxyzइस फ़ंक्शन को के बराबर लेते हैं तो उस स्थिति में स्तर सतहों के बराबर है इसलिए इस वैल्यू को कुछ कांस्टेंट के बराबर रखने से हमें वे गोले मिलेंगे जो मूल पर केंद्रित हैं तो यह एक सतह पर एक बिंदु है और C एक वक्र है जो इस बिंदु से गुजरता है और यह सतह पर स्थित है तो c S पर एक वक्र हो इसलिए वक्र पूरी तरह से सतह पर स्थित है और यह दिए गए बिंदु p से गुजरता है तो अब हम यह देखेंगे कि कैसे इस बिंदु P पर सामान्य से टाँगेँटप्राप्त होता है और बाद में टाँगेँट प्लेन की एक्वेशन तो यह वह वक्र है जो इस वेक्टर वैल्यू वाले फंक्शन द्वारा परिभाषित किया गया है सतह का समीकरण जिसे हम इस c को डालने के लिए अधिक सामान्य के रूप में ले सकते हैं तो सतह का समीकरण है तो वक्र सतह पर स्थित है जिसका अर्थ है जब तक t परxyz यह बिंदु हैं हम सतह पर हैं यह वक्र सतह पर स्थित है यह दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा इसका मतलब है अगर हम इस वक्र से xyz इन्हें प्रतिस्थापित करते हैं तो यह सभी t के लिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम 0 के बजाय c के साथ काम कर सकते हैं हम दोनों तरफ डिफ्रेंटिएट कर सकते हैं तो डेरिवेटिव बाएं हाथ की ओर ले लो या दाएं हाथ की ओर ले लो तो दाएं हाथ की ओर 0 हो जाएगा इसलिए चाहे वह 0 हो या स्थिर हो दाएं हाथ की ओर 0 होगा अब हम यहां चेन नियम लागू कर सकते हैं तो चेन नियम कहते हैं कि x पर f का पार्शियल डेरिवेटिव और फिर t के संबंध में x के डेरिवेटिव तो यह dx dt है फिर हमारे पास और है और 0 के बराबर है तो इस बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु पर भी यह एक सामान्य बिंदु है हमारे पास यहां सेटिंग है तो यह अभिव्यक्ति हम इस और डेरिवेटिव के संदर्भ में भी लिख सकते हैं तो का डेरिवेटिव क्या है का डेरिवेटिव था तो यह था और फिर इसके बिंदु उत्पाद इस के साथ जो के रूप में परिभाषित किया गया था तो यह ग्रेडिएंट है अगर यह डॉट उत्पाद है तो यह समीकरण देगा तो हमने इस समीकरण को के रूप में लिखा है जो इस टाँगेँट वेक्टर के साथ बिंदु उत्पाद है तो अब स्थिति क्या है कि हमारे पास यह टाँगेँट वेक्टर है और इसके साथ डॉट उत्पाद 0 है इसका मतलब है कि यह इस टाँगेँट के परपेंडिकुलर है तो ठीक यही बिंदु यहां है अर्थात इस बिंदु P के माध्यम से आप कोई भी वक्र लेते हैं और फिर यह उस दिशा में इंगित करेगा जो इस बिंदु पर टाँगेँट के परपेंडिकुलर है तो अधिक सटीक रूप से यह टाँगेँट प्लेन के लिए सामान्य होगा तो इसका उपयोग अब किया जा सकता है तो अगर आप एक f सतह के लिए सामान्य खोजने के लिए चाहते हैं तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके मैग्नीट्यूड से विभाजित कर सकते हैं टाँगेँट प्लेन के समीकरण के माध्यम से प्राप्त करते हुए हम फिर से विचार कर सकते हैं कि यह एक सतह है और फिर P पर हमने की गणना की है जो इस टाँगेँट प्लेन के लिए सामान्य की दिशा में इंगित करता है तो हम अब टाँगेँट प्लेन पर एक सामान्य बिंदु Q पर विचार करते हैं और मान लीजिए कि इस P में एक स्थिति वेक्टर है जो इस के द्वारा दिया गया है और फिर हमारे पास Q है जिसे हमने एक सामान्य बिंदु Q को लिया है जो इस xyz द्वारा दिया जा सकता है और अब दोनों का यह अंतर हम इस वेक्टर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जो टाँगेँट प्लेन पर स्थित होगा क्योंकि हमने टाँगेँट प्लेन पर Q भी ले लिया है और P भी टाँगेँट प्लेन पर एक बिंदु है इसलिए यह PQ टाँगेँट प्लेन पर होगा तो यहाँ दूसरा विचार हैं टाँगेँट प्लेन पर यह होने पर हमें एहसास होता है कि यह रेखा और यह भी जो टाँगेँट प्लेन के लिए सामान्य है इसलिए दोनों का डॉट उत्पादन शून्य होना चाहिए तो यह यहाँ लाइन है और फिर लाइन वेक्टर यह PQ और फिर हमारे पास परपेंडिकुलर है जो है तो डॉट उत्पाद हमें 0 देगा तो उस स्थिति में यदि आप इस बिंदु उत्पाद को वहां रखते हैं तो इसका मतलब है कि आंशिक डेरिवेटिव प्लस आंशिक डेरिवेटिव के साथ और इतने पर शून्य के बराबर है यह वास्तव में टाँगेँट प्लेन का समीकरण है क्योंकि यह Q अब प्लेन पर सामान्य बिंदु था जिसे इस सूत्र द्वारा वर्णित किया जा सकता है जो टाँगेँट प्लेन का समीकरण है तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से चलते हैं तो यहाँ इस सतह के लिए यूनिट सामान्य खोजें हमने इस बिंदु 112 पर दिया है तो ध्यान दें कि यह इस तरह है तो यह इस तरह के आंकड़े का एक समीकरण है यहाँ पैराबोलोइड तो हमारे पास है यदि हमें f का ग्रेडिएंट मिलता है तो इसका मतलब है इसलिए यह 112 पर दिया गया है हम इसकी गणना भी कर सकते हैं ताकि यह वेक्टर हो तो हम यूनिट सामान्य वेक्टर पा सकते हैं और जिसे हम इसकी लंबाई से विभाजित कर सकते हैं तो यह बिंदु 112 पर इकाई सामान्य है इसलिए यदि हम x और y की दिशा में एक की तरह यहां की स्थिति पर विचार करते हैं तो कुछ बिंदु यह 112 है और फिर इस पर हमारे पास यह सामान्य वेक्टर है समीकरण इसके द्वारा दिया गया है तो हमारे पास इस सतह पर यूनिट सामान्य वेक्टर है और यह बाहरी दिशा में है तो एक और सामान्य होगा जो इस आंकड़े की आंतरिक दिशा में होगा तो हम इस की गणना करके दोनों सामान्य प्राप्त कर सकते हैं एक बाहरी दिशा में इंगित करेगा दूसरा अंदर की दिशा में इंगित करेगा तो हमारे पास अन्य सामान्य वेक्टर है जो द्वारा दिया जा सकता है तो रखते हुए हमारे पास यह वेक्टर है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए इसलिए हम वेक्टर वैल्यू वाले फंक्शन के माध्यम से गए हैं इसलिए यह एक नई अवधारणा थी जो कैलकुलस में शामिल नहीं थी और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बस इस के डेरीवेटिव है यह इस के द्वारा दिए गए वक्र के लिए टाँगेँट वेक्टर है और f एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे हमने कवर किया है जो इस अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह f है जो हमें fxyz सतह पर सामान्य वेक्टर देता है तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद